Fundamentals of Electrical Engineering Prof Debapriya Das Department of Electrical Engineering Indian Institute of Technology Kharagpur Lecture 34 First order circuits Contd व्याख्यान 34 फर्स्ट ऑर्डर सर्किट्स जारी तो हम एक दूसरी समस्या लेंगें तो बहुत सारे आप जानते है इस मामले में अब हम देख रहे है कि आपका RC सर्किट हमें RL सर्किट को देखना है ठीक है और एक बार DC भाग खत्म हो जाएगा हम आपके लिए जाएंगें जिसे आप सिंगल फेज AC सर्किट कहते है और जिसे आप कहते है आपका अनुनाद फिर AC सर्किट में आपकी अधिकतम शक्ति हस्तांतरण वे चीजें फिर आपका 3 फेज सर्किट फिर चुंबकीय सर्किट फिर यहाँ 3 चीजें है लंबा रास्ता तय करना है इसलिए DC ट्रांसिएंट और अन्य भाग के लिए है लेकिन AC सर्किट के लिए हम बहुत कम हल करेंगें क्योंकि जटिल संख्या शामिल होगी Refer Slide Time 0059 तो वैसे भी अगली समस्या पर आते है तो आशा है कि आप इसे समझ रहे होंगें तो यह है वास्तव में आपको इस सर्किट के लिए पता लगाना है आपको पता लगाना है कि आप इस आरेख में है आपको उस VCt का पता लगाना होगा स्विच बंद होने के बाद VCt को ज्ञात करें तो स्विच बंद है और VC 0 का प्रारंभिक मान 3 वोल्ट दिया गया है यह दिया गया है VC 0 3 वोल्ट यह दिया गया है अब स्विच बंद है अर्थात स्विच बंद हो गया है तो अगर स्विच बंद है और हमारा संदर्भ समय 0114 VCt का पता लगाने के लिए तो VC 0 का प्रारंभिक मान ज्ञात है वहाँ केवल यह पता लगाना है जिसे आप VC ∞ कहते है इसलिए चूंकि स्विच लंबे समय तक बंद रहता है तो यह वही है जिसे आप कहते है लंबे समय के बाद यह संधारित्र ओपन सर्किट के रूप में कार्य करेगा तो इसका अर्थ है अगर मैं एक बार सर्किट को इस तरह से बना देता हूं तो यह कुछ इस तरह का है उम्मीद है यह आपके समझ में आता है यह 8 वोल्ट है और यह 8 वोल्ट है और यह 1 किलो Ω है यह किलो Ω 1 किलो Ω है और संधारित्र कहीं यहां जुड़ा हुआ है यह ओपन संधारित्र ओपन है और फिर 1 3rd किलो Ω और यह ओपन है और इसके पार वोल्टेज VC है माना लेकिन यह ओपन है अर्थात करंट इस तरह से बहेगी क्योंकि स्टीडी स्थिति में या t ∞ की तरफ जा रही है में संधारित्र मेरा अर्थ है सामान्य रूप से स्विच तो जब स्विच लंबे समय तक बंद रहता है तो इसे पता लगाना है करंट और फिर आपको यह पता लगाना होगा कि संधारित्र के पार वोल्टेज क्या है तो अगर यह है तो फिर पहले अगर यह करंट है मैं कहता हूं फिर मैं इसे रख सकता हूँ कहता हूं i ∞ क्योंकि संधारित्र जिसे आप कहते है स्विच लंबे समय तक बंद था तो यह 8 वोल्ट है 8 वोल्ट यह किलो Ω है यह किलो Ω है तो मैं इस प्रकार से लिखूंगा 1 1 बाय 3 क्योंकि यह किलो Ω है तो यह मिलिएम्पियर होगा यह मिलिएम्पियर होगा तो यह 8 बाय 1 1 है इसलिए अर्थात यह वास्तव में 8 इनटू 3 बाय 4 है जो कि 6 मिलिएम्पियर है तो इसका अर्थ है क्या है जिसे आप VC ∞ कहते है फिर इसलिए मैं इसे यहां आपके लिए बना रहा हूं मैं इस पर लिख रहा हूं VC ∞ होगा यह i ∞ है और यह संधारित्र और यह जिसे आप कहते है यह एक तिहाई किलो Ω प्रतिरोध क्योंकि संधारित्र के पार जुड़ा होगा तो VC ∞ i ∞ होगा जो कि 6 मिलिएम्पियर है और यह एक तिहाई किलो Ω है तो यह वोल्ट है तो मूल रूप से यह 2 वोल्ट तो VC ∞ होगा 2 वोल्ट 3 6 2 वोल्ट क्योंकि यह है 6 है मिलिएम्पियर और यह किलो Ω है इसलिए यह 2 वोल्ट है तो VC ∞ 2 वोल्ट है तो हम देखते है और समय स्थिरांक एक और बात है वहाँ समय स्थिरांक भी है समय स्थिरांक यह करीब है और आपको केवल इस बिंदु से RThevenin को ज्ञात करना है केवल इस बिंदु पर क्योंकि संधारित्र ओपन सर्किट के रूप में कार्य कर रहा है और यह RThevenin प्राप्त करने के लिए यह वोल्टेज स्रोत शार्ट हो जाएगा Refer Slide Time 0422 तो आपको मिलेगा RThevenin 1 इनटू 1 बाय 3 फिर एक यह 1 किलो Ω और 1 तिहाई किलो Ω समानांतर में है क्योंकि ये पता लगा रहे है केवल इस बिंदु से इसलिए विभाजित किया गया है 1 से 1 बाय 3 से तो यह है 1 बाय 3 विभाजित किया गया है 4 से बाय 3 तो यह है RThevenin 1 बाय 4 किलो Ω और संधारित्र है 2 माइक्रोफैराड तो समय स्थिरांक tau C R RThevenin C RThevenin तो यह 2 माइक्रोफैराड है अर्थात 2 इनटू 10 की पॉवर 6 और यह है इनटू 1 बाय 4 किलो Ω तो 1 बाय 4 इनटू 10 की पॉवर 3 जो कुछ भी यह आ रहा है गणना बाद में दिखाई जाती है इसलिए मुझे इसे साफ करने दें Refer Slide Time 0521 तो इसका अर्थ है यह सर्किट है मैंने आपसे कहा था मेरा मतलब है जिस तरीके से मैंने आपको बताया था तो RThevenin 1 बाय 4 किलो Ω मैंने आपको बताया था इसकी गणना कैसे करें सब कुछ यहाँ है Refer Slide Time 0533 CRThevenin मैंने अभी आपको बताया था यह आधा इनटू 10 की पॉवर 3 सेकंड होगा और VC ∞ की गणना भी आपके लिए की जाती है यह 2 वोल्ट है जिसकी गणना भी की जाती है मैंने आपके लिए गणना की है और इसीलिए ये इस मानक सूत्र का उपयोग करते है कि VCt सामान्यीकृत सूत्र बल्कि VCt VC ∞ VC 0 VC ∞ e की पॉवर t बाय tau तो VC ∞ है 2 वोल्ट VC 0 3 VC ∞ 2 और e की पॉवर - 2000 t tau को स्थानापन्न करें और आपको मिलेगा e की पॉवर - 2000 t तो VCt 0 से बड़े t के लिए होगा 2 e की पॉवर - 2000 t वोल्ट तो यह जवाब है Refer Slide Time 0616 तो अगला है सर्किट मैं आपको आरेख 46 में दिखाए गए सर्किट में स्विच को दिखाता हूं जोकि लंबे समय तक स्थिति A में रहा है Refer Slide Time 0621 तो यह सर्किट है यह t 0 पर लंबे समय तक इस स्थिति a में होता है स्विच तुरंत स्थिति B में आ जाता है ज्ञात करें स्थिति B में VCt V 0 t i 0 t कुल विघटित ऊर्जा 60 किलो Ω प्रतिरोधक में तो स्विच A यह स्विच लंबे समय तक स्थिति A में था उसके बाद यह t 0 पर चला जाता है यह A से B तक चला जाता है तो आपको पता लगाना होगा VCt V 0 t i 0 t तो यह VCt है यह संधारित्र के पार वोल्टेज है यह है i 0 t और यह है 2 40 किलो Ω प्रतिरोधक के पार का वोल्टेज है V 0 t तो इन सभी चीजों VCt V 0 t i 0 t को आपको प्राप्त करना होगा अब इस स्थिति में स्विच लंबे समय के लिए था Refer Slide Time 0711 स्विच लंबे समय तक एक स्थिति में रहा है संधारित्र ओपन सर्किटेड DC था क्योंकि यह लंबी स्थिति में था तो यहाँ संधारित्र ओपन था मेरा मतलब है स्टीडी स्थिति इस हिस्से के लिए बाएं हाथ की ओर इसलिए संधारित्र ओपन सर्किटेड पर था तो स्वाभाविक रूप से VC 0 लें 100 वोल्ट VC 0 क्योंकि एक संधारित्र के माध्यम से वोल्टेज जब स्विच स्थिति A से B तक जाता है यह तुरंत नहीं बदल सकता है तो VC 0 होगा 100 वोल्ट क्योंकि स्विच लंबे समय तक स्थिति a में था अर्थात संधारित्र एक ओपन सर्किट के रूप में कार्य कर रहा है इसलिए सीधे तौर पर VC 0 0 100 वोल्ट होगा इसलिए बार बार नहीं कह रहा हूं यह आपके समझने योग्य है Refer Slide Time 0758 अब t 0 पर स्विच A से B तक जाता है अर्थात वह स्विच वास्तव में A से B तक जा रहा है और यह सर्किट है यह 32 किलो Ω और 240 और 60 किलो Ω समानांतर में है यह 2 समानांतर में है अब जैसा कि उनका समतुल्य होगा कि आप है RThevenin होगा 32 240 इनटू 60 पर 240 60 जो कुछ भी आता है यह 80 किलो Ω है और संधारित्र है 0 माइक्रोफैराड 5 माइक्रोफैराड इसीलिए tau C इनटू RThevenin Refer Slide Time 0830 अब ध्यान में रखें कि आरेख में कहते है कि अगर DC वोल्टेज स्रोत मौजूद है इस आरेख में यदि यहां यदि आप उस पर गौर करते है तो यह मूल रूप से स्रोत मुक्त सर्किट है वहाँ कोई स्रोत नहीं है क्योंकि यदि आप उस पर गौर करते है वहाँ नहीं है और यह संधारित्र चार्ज किया जाता है जिसे आप कहते है 100 वोल्ट पर और जब यह होगा और जब यह होगा जिसे आप कहते है t ∞ की ओर जा रहा है पर कि सभी ऊर्जा प्रतिरोधक में समाप्त हो जाएगी तो यह मूल रूप से स्रोत मुक्त सर्किट है अर्थात VC ∞ 0 होगा क्योंकि वहाँ सर्किट में कोई स्रोत नहीं है यह केवल एक संधारित्र है प्रारंभ में यह 100 वोल्ट पर चार्ज किया गया था तो यही कारण है आप कहते है कि कोई DC वोल्टेज स्रोत मौजूद नहीं है अतः VC ∞ 0 है क्योंकि संधारित्र में संग्रहीत ऊर्जा प्रतिरोधक में विघटित हो जाएगी यह सर्किट कुछ एक स्रोत मुक्त सर्किट की तरह है तो इस मामले में VC ∞ 0 होगा तो अब जानिए कि सामान्यीकृत सूत्र कहता है VCt VC ∞ VC 0 VC ∞ e की पॉवर t बाय tau अतः VCt VC ∞ 0 है तो इसका अर्थ है VC और VC 0 100 इसलिए VCt t के 0 से ज्यादा के लिए होगा 100 e की पॉवर - 25 t वोल्ट अब यदि आप आते है वह V 0 t होगा VCt बाय 80 इनटू ये चीज अब यदि आप सर्किट में आते है वह VCt अब VCt ज्ञात है आपको V 0 t का पता लगाना होगा अब सवाल यह है कि जब पता लगाने की कोशिश करें देखें इसकी ओर देखें लिख रहे है V 0 t VCt अपोन 80 इनटू 40 तो VCt V 0 t VCt अपोन 80 इनटू 40 तो अगर आप देखते है जिसे आप कहते है यदि आप इसकी ओर देखते है यह सर्किट तो ये 2 समानांतर 240 इनटू 60 और यह 32 है इसलिए RThevenin बन रहा है जिसे आप कहते है 32 यह एक 80 80 किलो Ω लेकिन यह कुल लेकिन बस रूकिये यह वास्तव में है यह वास्तव में है 32 48 तो यह 48 है और यह 32 है कुल 80 किलो Ω है Refer Slide Time 1058 इसलिए यदि आप इस पर गौर करते है मुझे इसे साफ करने दें अब यदि आप इसे देखते है कि यह भाग V 0 t यह VCt बाय 80 इनटू 48 है इसलिए यह 60 e की पॉवर 5 t होगा तो थोड़ा बहुत आप यह करते है यह एक यह हिस्सा थोड़ा मैंने आपसे थोड़ा बहुत आप इसे करो तो यह यह होगा t 0 से अधिक और i t i 0 t होगा V 0 t अपोन 60 अपोन यह एक तो i 0 t अर्थात यदि आप मूल सर्किट में आते है यह है i 0 t यह 60 है और जब यह सर्किट है बंद होता है जब सर्किट बंद होता है कि यह है यह वास्तव में i 0 t है इसलिए इस आरेख में नहीं दिखाया गया है यह यहां है यह वहां है यहां यह i 0 है और यह संधारित्र यह 240 60 सभी समानांतर में है तो यह VCt अपोन 60 किलो Ω होगा मिलिएम्पियर तो यह होगा i 0 t होगा V 0 t अपोन 60 यह है इनटू 10 की पॉवर 3 जो कुछ भी यह आता है यह है e की पॉवर 25 मिलिएम्पियर t 0 से अधिक अब 60 किलो Ω प्रतिरोधक में विघटित कुल पॉवर है P 60 i 0 वर्ग t इनटू R अर्थात R है 60 किलो Ω 60 इनटू 10 की पॉवर 3 अर्थात यह है 60 e की पॉवर 50 t मिलीवाट t 0 से अधिक Refer Slide Time 1214 अब 60 किलो Ω प्रतिरोधक में ऊर्जा विघटन होता है कि आपको 0 से ∞ का एकीकरण करना होता है इसलिए i 0 वर्ग t इनटू R यदि आप एकीकृत और सरलीकृत करते है और i 0 t आपको ज्ञात है कि e की पॉवर 25 t आप इसे यहां रखते है आप इसे यहां रखते है और आप एकीकृत करते है आपको 12 मिली जूल मिलेगा यह उत्तर है Refer Slide Time 1233 तो अगला यह एक जिसे आप लेते है आरेख 48 में स्विच को t 0 पर बंद किया गया है t 0 से अधिक के लिए i ज्ञात करें दिया गया है कि VC 0 0 है अर्थात प्रारंभ में स्विच ओपन था और संधारित्र के पार वोल्टेज का प्रारंभिक मान 0 है और जब स्विच बंद होता है आपको t 0 से अधिक के लिए i को ज्ञात करना होगा तो उस स्थिति में ऐसा क्या होगा कि प्रारंभ में जो आप कहते है यथाश्रीघ्र यह स्विच बंद होता है यथाश्रीघ्र आप स्विच बंद करते है कि अतः संधारित्र शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है इसका अर्थ है थोड़ी बहुत समझ की आवश्यकता है मान लीजिए यह दिया गया है कि स्विच है कि स्विच t 0 पर बंद होता है अर्थात प्रारंभ में स्विच ओपन था अब स्विच को t 0 पर बंद कर दिया गया है अर्थात यह शॉर्ट सर्किट है यदि यह शॉर्ट सर्किट है यह 20 मिलिएम्पियर करंट है इसका इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि जैसा कि यह है एक शॉर्ट सर्किट करंट मैं सिर्फ मैं इसे आपके लिए बना रहा हूं करंट इस तरह का रास्ता लेगी और जैसा कि यह एक शॉर्ट सर्किट है मतलब यह है यह शुरु करता है यह एक यह एक यह एक यह एक सब कुछ एक उभयनिष्ठ टर्मिनल है तो 60 Ω किलो Ω और 6 किलो Ω वे समानांतर में है और उस मामले में उस स्थिति में ज्ञात करना होगा और यहां यह दिया गया है कि V 1 क्या है और i 3 अर्थात यह है नोडल विश्लेषण की आवश्यकता है इसलिए जैसे ही जैसे ही आप स्विच को बंद करते है तो वहाँ उस प्रारंभिक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जिस पर आप कहते है i का प्रारंभिक मान क्योंकि यह एक शॉर्ट सर्किट है यह एक शॉर्ट सर्किट है तो मैं उस पर आऊंगा तो इसका अर्थ है यदि आप यदि आप इस पर आते है t संधारित्र के शॉर्ट सर्किटिंग एक्शन पर Refer Slide Time 1420 तो फिर i 0 क्या होगा तो यह एक पहले आपको प्राप्त करना होगा देखो 100 यहां आप देखो यह है इसे आप कहते है यह 100 वोल्ट है और यह है वास्तव में पहले आपको पता करना होगा संपूर्ण करंट आप इसे कैसे करेंगें बस एक मिनट मान लीजिए कि यह शॉर्ट सर्किट है यह शॉर्ट सर्किट है फिर 6 किलो Ω और 60 किलो Ω समानांतर में है उसके साथ 40 किलो Ω श्रृंखला में है अर्थात यह 40 यह 6 इनटू 60 6 60 द्वारा विभाजित किया गया है यह है संपूर्ण जिसे आप कहते है वह है प्रतिरोध का कुल मान क्योंकि यह शॉर्ट है मतलब यह एक यह एक समानांतर में है इसीलिए जो कुछ भी आता है अर्थात यह होगा अर्थात अगर मैं इसका एक समतुल्य सर्किट खींचता हूं मान लीजिए तो मेरे पास केवल एक है 100 वोल्ट स्रोत है और एक प्रतिरोध इस तरह से है इस भाग के बारे में भूल जाओ बस मैं इसे यह भाग बनाने की कोशिश कर रहा हूं तो उस स्थिति में करंट बह रही है और यह मान यह मान है यह मान अर्थात मुझे इसे साफ करने दें अर्थात यह 100 बाय 40 6 इनटू 60 बाय 6 यह करंट है यह है जिसे आप कहते है यह है स्रोत से बाहर आती करंट इस चीज के समय पर इनटू 6 इसके बाद वहाँ करंट विभाजन होगा फिर इसके माध्यम से करंट क्या होगी मुझे इसे साफ करने दें फिर यह करंट है और यह करंट विभाजन है करंट मिला 100 बाय 40 6 बाय 6 इनटू 60 अपोन 6 जो कुछ भी आता है है मिलिएम्पियर फिर उसे चाहते है क्या होगा i 0 करंट विभाजन फिर यह करंट विभाजन पथ के लिए होगा यह 6 से गुणा किया गया है विभाजित किया जाता है 6 60 द्वारा आप उस करंट विभाजन पथ को क्या कहते है कि जो कुछ भी करंट होगी क्या कहा जाय आप उस करंट विभाजन पथ को क्या कहते है Refer Slide Time 1615 तो उस मामले में आपको बनाना होगा बस मुझे इसे साफ करने दें तो यह कुल करंट है यह है कुल करंट से करंट विभाजन इनटू 6 बाय 6 60 वह है 0 यह i 0 0 से 0 02 मिलिएम्पियर हो जाएगा मैं फिर से दोहराता हूं मेरा मतलब है मेरे पास यहाँ इसे खींचने के लिए ज्यादा जगह नहीं है लेकिन केवल मुझे आपको बताने दें इस पर बनाते हुए आशा करते हुए आप आशा करेंगें आप इसका अनुसरण करेंगें यह मेरा 100 वोल्ट है Refer Slide Time 1653 और यह मेरा 40 किलो Ω है और इस तरह जैसा कि यह शॉर्ट है और यह शॉर्ट है यह 2 समानांतर है तो अगर यह शॉर्ट है तो यह मेरा 60 किलो Ω है और यह मेरा 6 किलो Ω है तो अर्थात अगर आप इसके समतुल्य का समानांतर लेते है यह सर्किट होगा यह 40 60 इनटू 6 विभाजित किया जाता है 60 6 द्वारा जो कुछ भी आता है अर्थात और फिर फिर केवल इस हिस्से के समतुल्य सर्किट यह 100 वोल्ट है और यह वह प्रतिरोध है जो कुछ भी आता है तो यह करंट आप i को ज्ञात करें यह स्रोत से आने वाली कुल करंट है यह i यह 100 इस चीज द्वारा विभाजित अर्थात 100 वोल्ट को 40 6 द्वारा विभाजित करके इनटू 60 6 60 से विभाजित किया जाता है यह कुल करंट है i यहाँ इसलिए एक बार यह हो जाने के बाद एक बार जब i का पता चल जाता है मुझे इसे साफ करने दें एक बार जब i का पता चल जाता है तो यह i यह है i 0 उस समय यह पता लगाना है जब स्विच अभी अभी बंद हुआ है i 0 Refer Slide Time 1812 इसका अर्थ यह i अर्थात कुल करंट i इनटू यह i 0 यह है 6 और 60 समानांतर है तो 6 करंट विभाजन 6 बाय 60 कि वास्तव में i 0 अतः यह वही है जो वास्तव में समय बचाने के लिए है मैंने इसे सीधे तौर पर बनाया है यह 02 मिलिएम्पियर है अब चूंकि स्विच लंबे समय तक बंद रहता है संधारित्र को नोडल विश्लेषण द्वारा एक ओपन सर्किट माना जा सकता है तो अब स्विच लंबे समय तक बंद है तो जैसा कि अब यह बंद है यह तात्कालिक है समझे अब स्विच लंबे समय तक बंद है अर्थात यह संधारित्र ओपन सर्किटेड है यह ओपन सर्किटेड है तो उस स्थिति में यहाँ जैसा कि इसके लिए ओपन है यह V 1 आप V 1 ∞ स्टीडी स्थिति के रूप में लिख सकते है Refer Slide Time 1906 इसी तरह यह नोडल विश्लेषण i 3 इसे i 3 ∞ के रूप में अप्लाई करना होगा तो अर्थात स्टीडी स्थिति में यह पहुंच गया है स्विच लंबे समय तक बंद था तो इस नोड पर आप नोडल विश्लेषण के लिए अप्लाई करते है KCL यहां आप KCL के लिए भी अप्लाई कर रहे है इसलिए इसका अध्ययन हुआ है बहुत अध्ययन हुआ है पहले और इसीलिए कई समस्याएं हल हो गई है इसलिए मैं नहीं केवल सीधे तौर पर मैं उन समीकरणों को लिख रहा हूं तो उस स्थिति में यदि आप लिखते है KCL अप्लाई करें Refer Slide Time 1937 उस 2 नोड पर KCL और आपको V 1 ∞ और i 3 ∞ के संदर्भ में 2 समीकरण मिलेंगें यह एक समीकरण है दूसरा समीकरण आप स्वयं लिखे बहुत सी चीजें बहुत सी चीजें आपने अध्ययन किया है तो आगे समझाने की जरूरत नहीं है बस उस पर अप्लाई करें आपको वे 2 समीकरण मिलेंगें और यह है यह चीज समीकरण 1 और 2 को हल करके आपको मिलेगा 6267 याद रखें यह वोल्टेज लिया गया है ठीक है और आप है आप जो कहते है यह करंट 20 मिलिएम्पियर यह मिलिएम्पियर में है यह मिलिएम्पियर है और सभी किलो Ω है तो इसीलिए यह मिलिएम्पियर और किलो Ω है यही कारण है 10 की पॉवर 3 का गुणा नहीं किया जाता है तो इसीलिए यह है आप जो कहते है समीकरण सीधे तौर पर इस तरह लिखा जाता है और V 1 ∞ 6267 वोल्ट इसीलिए i ∞ होगा V 1 ∞ अपोन 60 किलो Ω अर्थात 60 इनटू 10 की पॉवर 3 यदि आप इस i ∞ में आते है यह i स्टीडी स्थिति में है इसलिए यदि आप जानते है कि जिसे आप कहते है कि आप V है जिसे आप V 1 ∞ और i 3 ∞ कहते है तो ये 2 नोडल वोल्टेज है तो i ∞ V 1 ∞ अपोन 60 होगा तो इसीलिए इसे i 1 ∞ 60 किलो Ω लिखा जाता है तो यह है 104 मिलिएम्पियर Refer Slide Time 2054 अब थैवनिन एक सुधार मुझे इसे यहाँ करना है अब संधारित्र टर्मिनलों पर थैवनिन प्रतिरोध अब ट्रांसिएंट रिस्पांस का पता लगाने के लिए यहां है आपको वह RThevenin पता लगाना है तो इन 2 में से आपको पता लगाना है जिसे आप कहते है वह RThevenin तो RThevenin का मतलब यह शॉर्ट है और यह ओपन सर्किट होगा यह वहाँ नहीं होना चाहिए Refer Slide Time 2127 तो हाथ की ओर यह 40 20 होगा अर्थात 60 किलो Ω यह कम है क्योंकि यह आप RThevenin को निकालना चाहते है तो इसे जाना चाहिए यह ओपन सर्किट है यह शॉर्ट सर्किट है और इस तरफ क्योंकि यह शॉर्ट सर्किट है तो 40 किलो Ω और 60 किलो समानांतर है उस 6 किलो Ω के साथ श्रृंखला में अर्थात बाएं हाथ की तरफ मेरा मतलब है कि इस तरफ यह होगा 6 40 इनटू 60 40 60 द्वारा विभाजित इस तरफ अर्थात इस तरफ लिखा जा सकता है यह होगा 6 वह 40 60 के समानांतर यह है इस तरफ तो इस तरफ यह एक और इस तरफ और ये सभी संयोजन समानांतर है इस 60 के यह 60 और समतुल्य गणना करेंगें जिसे आप कहते है RThevenin तो यहाँ उस में यहाँ यह एक है जिसे आप कहते है वहाँ एक लेखन त्रुटि है इसलिए इसमें यहाँ सुधार है मैंने वहाँ लिखा कि यह ब्रैकेट वहाँ नहीं होना चाहिए तो 6 40 और 60 उस 40 20 के समानांतर होते है जो कुछ भी यह आता है 20 किलो Ω तो यह एक सुधार है तो यह 1 सेकंड बन रहा है इसलिए संबंध का उपयोग करते हुए आपके पास आपके पास यह लिखा होना चाहिए कि यदि इसे डीराइव करने के लिए कहा जाए Refer Slide Time 2310 इसलिए मुझे इसे साफ करने दें आप इसे डीराइव करेंगें लेकिन सीधे तौर पर लिख रहे है i t करंट के लिए भी समान सामान्यीकृत अभिव्यक्ति i ∞ i 0 i ∞ e की पॉवर t बाय tau तो i ∞ की गणना की है 104 I 0 आपने गणना की है 02 ये सभी मिलिएम्पियर है और यह i ∞ है है 104 तो यह होगा 104 तो यह आ रहा है i t 104 124 e की पॉवर t मिलिएम्पियर यह वही है जिसे आप 40 से अधिक कहते है यह i t के लिए उत्तर है Refer Slide Time 2344 एक दूसरा है वह आरेख 49 के साथ यह स्विच t 0 सेकंड पर बंद होता है यही स्विच है बंद किया जाता है ज्ञात करें t 0 से अधिक के लिए VCt और i t दिया जाता है VC 0 100 वोल्ट है तो यह VC है संधारित्र वहाँ है प्रारंभिक वोल्टेज दिया जाता है जो कि VC 0 है प्रारंभ में स्विच था जिसे आप कहते है स्विच ओपन था अब जैसे ही आप जैसे ही आप उस स्विच को बंद करते है जैसे ही आप स्विच को बंद करते है और मान लेते है आपको 2 चीजों का पता लगाना है एक है क्या है VC ∞ अब समाधान के लिए जाने से पहले तो यह स्विच बंद है यह स्विच बंद है और ऐसा लगता है यह स्विच लंबे समय से बंद है तो यह संधारित्र ओपन सर्किट के रूप में कार्य करेगा अर्थात संधारित्र के पार वोल्टेज माना VC ∞ लिख सकते है माना VC ∞ लिख सकते है क्योंकि संधारित्र यह 225 मिलीफैराड है तो उस स्थिति में इस संधारित्र का क्या होगा यदि यह भाग ओपन है यह भाग ओपन है तो पहले आप यह पता करें कि करंट क्या है तो i अगर यह i है i 300 40 60 से विभाजित है तो 3 एम्पियर फिर यह 3 एम्पियर करंट इससे बह रही है और VC ∞ V के अलावा कुछ नहीं है क्योंकि वोल्टेज कार्य करता था यह है प्रतिरोधक 60 तो VC ∞ क्योंकि यह है यह पक्ष ओपन है तो वहाँ कुछ भी नहीं बह रहा है तो VC ∞ 60 इनटू करंट 3 180 वोल्ट प्रारंभिक मान VC 0 और VC ∞ दिया गया था अंतिम मान स्टीडी स्थिति मान 180 वोल्ट है इसके बाद क्या करना है है सर्किट के समय स्थिरांक का पता लगाना अब मुझे इसे साफ करने दें इसलिए जैसा कि यह ओपन है क्योंकि यह संधारित्र टर्मिनल है समतुल्य प्रतिरोध का पता लगाना है थैवनिन टीम तो यह शॉर्टेड है तो 40 में 60 समानांतर Refer Slide Time 2544 तो RThevenin 16 यह 40 इनटू 60 में 40 60 द्वारा विभाजित किया जाता है जो कुछ भी आता है इसका इतना बहुत है Ω इसलिए Ω का इतना बहुत और C को 25 मिलीफैराड दिया जाता है तो tau CRThevenin आप आसानी से गणना कर सकते है तो आइये हम इस चीज पर चलते है Refer Slide Time 2610 तो इस मामले में V 0 दिया गया है वह है V 0 और VC ∞ मैंने आपको बताया यह 180 वोल्ट है गणना की और i ∞ की गणना भी 3 एम्पीयर की और इसीलिए V 0 को नोडल विश्लेषण का उपयोग करके आसानी से प्राप्त किया जा सकता है अर्थात माना इस V 0 i का अर्थ है यह V आपको करना होगा मेरा मतलब यहाँ तो V 0 भी एक कर सकता है यह वोल्टेज इसके पार इसे नोडल विश्लेषण से प्राप्त किया जा सकता है तो यहां आपको KCL अप्लाई करना होगा और यह बिंदु वोल्टेज 300 वोल्ट है और यह प्रारंभिक वोल्टेज VC 0 था जिसे आप 100 वोल्ट कहते है Refer Slide Time 2640 तो इस बिंदु पर आप नोडल विश्लेषण अप्लाई करते है मान लीजिए जिस प्रकार आप करंट की दिशा लेते है और तदनुसार आप इस बिंदु पर KCL अप्लाई करते है तो वह यहाँ किया गया है इसलिए स्विच बंद होने के समय पर Refer Slide Time 2707 तो उस V 0 पर आसानी से नोडल विश्लेषण का उपयोग करके प्राप्त कर सकते है है एक V 0 340 वह करंट वास्तव में टर्मिनल को छोड़ रही है V 0 अपोन 60 V 0 100 बाय 16 0 सभी करंट वास्तव में छोड़ रही हैं तो इसीलिए सभी इसमें जोडें जाते है और यदि आप इसे हल करते है V 0 132 वोल्ट और i 0 केवल सर्किट से V 0 बाय 60 इसलिए 22 मिलिएम्पियर अब RThevenin 40 Ω जो कुछ भी मैंने आपको बताया tau आपको मिला 01 सेकंड और VCt होगा VC ∞ मैंने आपके लिए गणना की 180 वोल्ट और VC 0 100 वोल्ट दिया गया और इसीलिये tau की गणना 01 सेकंड की गई t बाय tau Refer Slide Time 2743 तो यह है e की पॉवर 10 t तो यह है VCt 180 80 e की पॉवर 10 t वोल्ट अर्थात t 0 से अधिक और 0 के बराबर Refer Slide Time 2801 इसी तरह i t i ∞ i 0 i ∞ e की पॉवर t बाय tau तो i t 3 22 3 e की पॉवर 10 t तो t 0 से अधिक के लिए i t 3 08 e की पॉवर 10 t एम्पीयर तो यह है यह है एक आप जानते है थोड़ा बहुत आ रहे है इस समस्या आरेख पर थोड़ा बहुत आप इसे करें और बस यह देखें केवल उतनी थोड़ी बहुत समझ की आवश्यकता है Refer Slide Time 2836 तो अगला एक है अगला एक है यह है यह बहुत ही दिलचस्प समस्या है इसलिए आरेख 50 t 0 पर चिन्हित वोल्टेजेस और करंट को ज्ञात करता है स्विच बंद होने के तुरंत बाद भी इन वोल्टेजेस और करंट को प्राप्त करते है स्विच बंद होने के एक लंबे समय बाद यह दिया गया है संधारित्र शुरू में अनचार्जड है यह सर्किट है जोकि दिया जाता है कि जैसे ही स्विच बंद होता है i 3 V 1 0 i 3 i 3 0 V 3 0 i 4 0 और V 0 V 4 0 का मान क्या होगा एक दूसरी बात है एक दूसरी बात है कि स्विच लंबे समय तक बंद है फिर उनके मान क्या होंगें अर्थात स्टीडी स्थिति मान अब तो शुरू में स्विच ओपन स्विच था शुरू में स्विच ओपन था फिर इसे बंद कर दिया जाता है इसलिए यदि आप यदि वह स्विच शुरू में ओपन था और संधारित्र वह चार्जड संधारित्र शुरूवात में अनचार्जड है तो अर्थात V 1 0 V 4 0 0 फिर इस 3 माइक्रोफैराड संधारित्र के पार वोल्टेज V 4 है यहां यह है और यहां यह V 1 है इसलिए प्रारंभिक रूप से यह अनचार्जड था तो V 1 0 V 4 0 0 अब संधारित्र के पार 0 वोल्ट के साथ वे एक शॉर्ट सर्किट की तरह काम करते है यह एक यह V 4 और V 1 ये 2 संधारित्र वे शॉर्ट सर्किट की तरह काम करते है Refer Slide Time 3001 इसीलिए अतः i 3 0 V 3 0 100 वोल्ट अर्थात मान लीजिए यदि यह एक शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है यदि यह है एक शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है मान लीजिए यह एक शॉर्ट सर्किट है और जैसे ही जो आप कहते है वह स्विच बंद हो जाता है तो उस समय पर अगर यह एक शॉर्ट है तो i 3 जिसे आप कहते है i 3 0 और V 3 0 100 वोल्ट के बराबर है क्योंकि यहां कुछ भी नहीं है यह एक शॉर्ट है यहाँ कुछ भी नहीं है यह एक शॉर्ट है तो i 3 0 और V 3 0 होगा 100 वोल्ट तो मुझे इसे साफ करने दें तो वह 100 वोल्ट है अब इसीलिए i 3 होगा अर्थात i 3 तो यह i 1 है यह शॉर्ट है अर्थात V 1 0 0 है इसलिए i 3 0 बाय 10 होगा तो यह 0 एम्पीयर है अब i 3 0 यह है i 3 0 यह है जिसे आप कहते है वोल्टेज यहां यह वास्तव में एक डेटा गायब है यह मान यह मान है 25 Ω यह है 25 Ω अर्थात वह 25 Ω के पार एक वोल्टेज V2 है यह 25 Ω है तो i 3 0 100 बाय 25 होगा फिर क्योंकि यह शॉर्ट है इसलिए मुझे इसे साफ करने दें Refer Slide Time 3123 तो अर्थात अर्थात यह है 100 बाय 25 4 एम्पीयर है इसी तरह इसी तरह इसके लिए भी यह संधारित्र वह V 4 यह शॉर्ट है और पर वोल्टेज जैसे ही स्विच बंद होता है कि यह शॉर्ट है और यह बंद हो जाता है तो यह 100 बाय 50 होगा तो यह 100 बाय 50 होगा अर्थात 2 एम्पीयर और अब यदि आप अप्लाई करते है यदि आप KCL अप्लाई करते है यदि आप KCL अप्लाई करते है यदि आप इस नोड पर KCL अप्लाई करते है इस नोड पर यदि आप KCL अप्लाई करते है तो i3 0 i10 i20 आप इस नोड पर KCL अप्लाई करते है यदि आप करते हो तो यदि आप करते हो तो यदि इसीलिए i 3 होगा i 30 i 3 अर्थात 4 0 4 एम्पीयर Refer Slide Time 3214 अब दूसरी चीज है स्टीडी स्थिति लंबे समय तक स्विच बंद होने के बाद मतलब संधारित्र ओपन सर्किट की तरह काम करता है तो इस स्थिति में ऐसा क्या होगा कि स्विच लंबे समय तक बंद रहता है यह स्विच लंबे समय तक बंद रहता है उस समय पर यह संधारित्र ओपन सर्किट के रूप में कार्य करेगा और यह संधारित्र ओपन सर्किट के रूप में कार्य करेगा अर्थात i 4 ∞ i 2 ∞ 0 होगा क्योंकि यह ओपन सर्किट है तो i 4 ∞ स्टीडी स्थिति मान i 2 ∞ 0 क्योंकि संधारित्र एक ओपन सर्किट के रूप में कार्य करता है इसलिए मुझे इसे साफ करने दें तो यह वही है जिसे आप कहते है i 2 और i 4 इनटू 0 अब i 1 ∞ i 3 ∞ भी अब यदि आप आते है इस चीज i 1 ∞ and i 2 ∞ अब जैसा कि यह है यह ओपन है जैसा कि यह ओपन है और यह भी ओपन है और उस स्थिति में आपको यह पता लगाना होगा कि i 2 ∞ और i यह ओपन है तो इससे कुछ भी नहीं बह रहा है इससे कुछ भी नहीं बह रहा है और यह ओपन है मतलब i 3 i 1 Refer Slide Time 3323 क्योंकि यह ओपन है अर्थात i 3 और i 1 तो अब यह है ओपन अर्थात यह वहाँ नहीं है यह ओपन है अर्थात मान लें यह वहाँ नहीं है यह ओपन है और यह बंद है तो उस स्थिति में यह 10 Ω होगा और मैंने आपको बताया था यहां यह 25 Ω है यह वास्तव में छूट गया है तो इसके माध्यम से करंट कि i 1 यह होगी 25 से विभाजित 100 10 35 अर्थात i 3 ∞ i 1 ∞ यह है 100 बाय 35 एम्पीयर जो कुछ भी यह आता है क्योंकि यह ओपन है यह ओपन है इसलिए यहां भी कोई करंट नहीं बह रही है और यह बंद है और एकमात्र चीज है कि यह सर्किट है और यह सर्किट है यह है करंट प्रवाहित हो रही है यह 100 वोल्ट टर्मिनल दिया गया है तो इसका अर्थ है यह वही है जिसे आप कहते है i 1 ∞ यह एक उसके बाद मैं सर्किट पर नहीं जा रहा हूं समझने में बहुत आसान है Refer Slide Time 3424 V 1 ∞ होगा केवल 10 इनटू i 1 ∞ 286 वोल्ट सर्किट की ओर देखें और इसे करें i 3 ∞ होगा 2 के पार यह 25 Ω वह है मैंने इसे सही किया यह वहाँ मूल आरेख में नहीं था लेकिन वहाँ 25 Ω है तो 25 इनटू 286 714 वोल्ट V 3 ∞ 0 इनटू 50 0 वोल्ट और हाथ की तरफ मेश पर KVL अप्लाई कर रहे है आपने हाथ की तरफ मेश पर KVL अप्लाई किया बस इसे करें स्टीडी स्थिति में जानते है आपको मिलेगा V 4 ∞ है 100 V 3 ∞ तो यह 100 वोल्ट है • Glossary English Word Hindi Word Meaning apply अप्लाई लागू करना bracket ब्रैकेट कोष्ठक by बाय द्वारा charge चार्ज आवेश charged चार्जड आवेशित करना circuited सर्किटेड परिपथ current करंट धारा data डेटा आधार सामग्री derive डीराइव व्युत्पन्न करना First order circuits फर्स्ट ऑर्डर सर्किट्स प्रथम क्रम परिपथ into इनटू में joule जूल जूल kilo किलो किलो mesh मेश मेश microfarad माइक्रोफैराड माइक्रोफैराड milliampere मिलिएम्पियर मिलिएम्पियर milliwatt मिलीवाट मिलीवाट minute मिनट मिनट nodal नोडल नोडल open ओपन खुला हुआ power पॉवर शक्ति second सेकंड सेकंड short शार्ट बंद short circuiting action शॉर्ट सर्किटिंग एक्शन बंद परिशोधन क्रिया shorted शॉर्टेड बंदित single phase AC circuit सिंगल फेज AC सर्किट एकल चरण AC परिपथ square स्क्वायर वर्ग steady स्टीडी स्थिर switch स्विच स्विच team टीम मंडली terminal टर्मिनल टर्मिनल Thevenin थैवनिन थैवनिन transient ट्रांसिएंट समय अनुरूपी transient response ट्रांसिएंट रिस्पांस समय अनुरूपी प्रतिक्रिया uncharged अनचार्जड आवेशित विहीन upon अपोन पर volt वोल्ट वोल्ट voltage वोल्टेज वोल्टेज